आपदा बहाली और बेहतर निर्माण के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है और मैं वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की में सहायक प्रोफेसर हूँ आज मैं शहरों और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें जलवायु परिवर्तन की मूल बातों का अवलोकन करूँगा और मैं इस बारे में भी बात करूँगा कि कैसे विभिन्न शहर इसका सामना करने में सक्षम हैं और अनुकूलन के लिए किस तरह की रणनीति और शमन में वे विकसित कर रहे हैं और हमें इन सभी की थोड़ी आलोचनात्मक समझ होगी जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में कहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपनी चर्चा बुनियाद से शुरू करनी चाहिए जलवायु और मौसम क्या है मार्क ट्वेन बताता है कि जिस जलवायु की हम उम्मीद करते हैं वही मौसम मिलता है आप मिसिसिपी स्कैंडिनेवियाई या आर्कटिक सर्कल क्षेत्रों में जा रहे हैं यह आपको बताएगा कि आप किस तरह की जलवायु का सामना करने जा रहे हैं इसलिए इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा कि आपको किस तरह के कपड़े खरीदने हैं आपको 20 30 डिग्री का सामना करना पड़ सकता है इस तरह से एक क्षेत्रीय स्तर की समझ आपको कुछ तैयारी देगी मौसम आपको यह तय करने में मदद करता है कि प्रत्येक दिन किस तरह के कपड़े पहनने हैं क्या कल बारिश होने वाली है या आज धूप निकलने वाली है क्या आज सही समय पर धूप निकलेगी इसलिए आप भी योजना बना सकते हैं विशेष रूप से यूरोपीय देशों में एक निर्माण विभाग में क्योंकि दिन के उजाले एक महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए मौसम का पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहां तक कि 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की उपग्रह बिम्ब सृष्टि बताती है कि निकटतम स्थिति में क्या मौसम होने जा रहा है जलवायु यह वास्तव में एक विशेष स्थान में औसत मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है और इसमें कई वर्षों का समय लगता है इसलिए उदाहरण के लिए मिनेसोटा में सर्दियों में जलवायु ठंडी और बर्फीली होती है और होनोलुलु में जलवायु पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र होती है तो इसका मतलब है कि इसने कई वर्षों का हिसाब लिया है और यह वह जगह है जहाँ हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी जलवायु कैसी है हम विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर वे कैसे विभाजित हैं जैसे कि हम उष्णकटिबंधीय जलवायु समशीतोष्ण जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जलवायु का एक अलग पैमाना है जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए मिडवेस्ट या हवाई जैसे एक क्षेत्र में जलवायु को एक क्षेत्रीय जलवायु कहा जाता है इसलिए जब हम किसी विशेष क्षेत्र या किसी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यह क्षेत्रीय जलवायु को संदर्भित करता है जबकि दुनिया भर की औसत जलवायु को वैश्विक जलवायु कहा जाता है इसलिए यहाँ हम दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर एक डिग्री वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम वैश्विक जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले आपको शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है मौसम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन जब हम टीवी समाचार चैनलों पर स्विच करते हैं तो कम से कम अंतिम 3 4 मिनट में मौसम रिपोर्टर आते हैं और बताते हैं कि आपके क्षेत्र में या देश में मौसम का पूर्वानुमान क्या है और यह कैसा होने जा रहा है क्षेत्र के किस हिस्से में किस तरह के तूफान की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है ताकि यह समुदायों को खुद को तैयार करने के लिए एक सतर्क स्थिति देगा लेकिन जब हम मौसम के बारे में बात करते हैं तो पहले हम अपनी पीढ़ी में भी कम से कम हमारे महान दादा के समय या पिता के समय में एक बहुत अच्छी विविधता देख सकते थे जब हम बच्चे थे तो हम उन मौसम में एक अच्छा अंतर देख सकते थे इसके परिदृश्य वनस्पतियों जीवों प्रकृति के संदर्भ में क्योंकि स्कैंडिनेवियाई देशों में वे इसे 6 मौसमों में कुछ स्थानों पर कहते हैं यहां तक कि वे कुछ स्थानों में 8 ऋतुओं के बारे में भी कहते हैं आप बर्फ के समय स्थितियों से जानते हैं कि कैसे वे एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति और पूरे भौगोलिक सेटिंग में बदल जाते हैं लेकिन हाल के दिनों में हममें से कितने लोगों ने देखा है कि यह भिन्नता धीरे धीरे कम हो रही है अगर हम स्कैंडिनेविया और स्वीडन जैसे देश की बात करें तो अगर आप उत्तर की ओर बढ़ें तो हमारे पास लगभग 8 महीनों के लिए बर्फ की चादर है लेकिन अब धीरे धीरे साल में 6 महीने हो गए हैं शायद भविष्य में यह एक वर्ष में 4 महीने तक आ सकता है जिसका अर्थ है कि मौसम की अवधि मौसम के परिवर्तन बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हैं और इसी तरह हम देखते हैं कि यह एक कार्टून है जो वसंत और गर्मियों की व्याख्या करता है सर्दियों में गिरावट होती है आज हम वैश्विक तापमान के बारे में बात कर रहे हैं 1 डिग्री बढ़ गया है तो आइए हम पहले देखें यदि आप पूरी पृथ्वी के इतिहास को देखें तो इसे बर्फ से संदर्भित किया गया है स्नोबॉल पृथ्वी और बर्फ की उम्र के बारे में 20000 साल पहले पूरी बात बर्फ के आधे मील में थी और आज अगर आप देखें तो हम शायद ही देख पाएंगे कि बर्फ का आवरण जो धीरे धीरे कम हो रहा है आप हिमालय की परिस्थितियों को देखते हैं ग्लेशियर संरचनाओं आप आर्कटिक सर्कल की स्थितियों को लेते हैं कि बर्फ कैसे पिघल रही है आज की पीढ़ी हम यहाँ हैं हम एक वैश्विक तापमान के शून्य से 2 डिग्री और एक औसत और शून्य से 1 डिग्री परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं और यह प्रभाव है और अब हम यहाँ हैं यदि हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो क्या होता है कोई ग्लेशियर कोई वनस्पति नहीं होगा सब कुछ एक बहुत ही घातक परिवर्तन होगा तो यह सिर्फ 1 डिग्री तापमान की समझ है और यह हमारे वैश्विक पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालेगा इसलिए यही कि पिछले हिमयुग के सबसे ठंडे हिस्से में पृथ्वी का औसत तापमान 20 वीं सदी के मानक से 45 डिग्री सेल्सियस कम था आइए हम एक बर्फ आयु इकाई पर 45 डिग्री का अंतर कहते हैं तो अब इस पूरे बदलाव का कारण क्या है और इसका क्या प्रभाव है हमें इस बारे में क्यों परेशान होना चाहिए यह एक बुनियादी समझ की बात है मुझे जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कुछ बहुत मूल बातों के बारे में बात करने की आवश्यकता है हमारे पास पृथ्वी है वायुमंडल है और यहां यह महासागर भूमाफिया और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है यह ग्रीनहाउस गैस है यह इस वायुमंडलीय परत की एक परत है और फिर एक चीज ऊर्जा इस से स्थानांतरित हो रही है जो एक प्रकार का लघु अवरक्त विकिरण है और फिर यह फिर से वापस परिलक्षित होता है और एक लंबा अवरक्त है एक छोटी और लंबी अवरक्त विकिरण है और यह कैसे वापस परिलक्षित होता है और फिर इस प्रक्रिया में यह वास्तव में प्रत्यक्ष विकिरण से बचाने में हमारी मदद कर रहा है यह परत वास्तव में हमारी रक्षा कर रही है लेकिन अब हमारे मानवीय हस्तक्षेपों के साथ जिस तरह से हम आज जी रहे हैं जिस तरह से हम एक आश्रित समाज के रूप में रह रहे हैं अब पृथ्वी पर ये गतिविधियां विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन की खपत में वृद्धि जो हमारी CO2 और विभिन्न गैसों को ले जा रही है आप जानते हैं कि एक अलग गैस है जो वायुमंडल की स्थितियों तक पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि जीवाश्म ईंधन जब हम औद्योगिक के बारे में बात करते हैं तो धुआं जो सभी उद्योगों से और साथ ही साथ हम जो ईंधन हैं मोटर वाहन जो हम उपयोग कर रहे हैं और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र यह लगभग प्रति वर्ष 7 गीगा टन आ रहा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2000 मिलियन हाथियों का आकार है जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं वास्तव में यह कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप इस पर गौर करते हैं तो एक मीथेन 30 और 547 कार्बन डाइऑक्साइड तक जा रहा है और फिर आपके पास अन्य नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोराइड गैसें हैं साथ ही अन्य गैसों को भी अब वाष्पित होने में कितना समय लगेगा यह कार्बन डाइऑक्साइड की समान मात्रा की तुलना में 20 गुना अधिक गर्मी 12 साल में लेता है यह फैलने के लिए 50 से लेकर 1000 साल तक समय लेता है इसलिए अब नाइट्रस ऑक्साइड को 114 साल लगते हैं और CO2 की समान मात्रा की तुलना में 298 गुना अधिक गर्मी निकलती है यह वैज्ञानिक तथ्य हैं यह वास्तव में चौथे मूल्यांकन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल से है अब जो विकिरण आ रहे हैं यह वापस आ रहा है इसलिए यह पूरा खंड ऐसा हो गया है जैसे कि आप अपने आंत्र के शीर्ष पर एक ढक्कन रखते हैं और फिर यह उबलने लगता है तो यह गर्मी उत्पन्न होती है यह वह जगह है जहां महासागर गर्म हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बार बार वापस आ रही है इसलिए यह आगे नहीं बढ़ रहा है यह फैलाना नहीं है क्योंकि यह परत एक टोपी की तरह बन रही है और जब महासागर गर्म हो रहे हैं यह ग्लेशियरों की बर्फ पिघलाता है और जिस क्षण हम बर्फ के पिघलने के बारे में बात करते हैं फिर से समुद्र का स्तर बढ़ जाता है यह पृथ्वी अधिक ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर से आप जानते हैं कि यह वापस इस पर परिलक्षित होता है और इसमें सूखा जंगली जानवर भी हैं और यह वनस्पतियों और जीवों को भी प्रभावित करता है यह कोरल रीफ्स को भी प्रभावित करता है जिसका जलीय प्रणाली पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और बदले में यह आपके द्वारा ज्ञात मानव प्रणालियों को प्रभावित करता है यह सिर्फ महासागरों के गर्म होने और बर्फ के पिघलने का हिस्सा नहीं है लेकिन बदले में इसमें कई विनाशकारी स्थितियां होंगी और यहीं पर पौधों और जानवरों के लिए परिस्थितियों में बदलाव होता है इसलिए पक्षियों का प्रवास भी बदलता रहता है क्योंकि आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और बदलते मौसमी पैटर्न और यही वह जगह है जहाँ हम निवास के नुकसान के बारे में बात करते हैं साथ ही विलुप्त होने की संभावना भी हो सकती है तो यह जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस जाल ऊर्जा प्रणालियों की बुनियादी समझ है तो एक तरफ हम सीओ2 को पंप कर रहे हैं इसे एक आवरण परत के रूप में बना रहे हैं और पूरी ऊर्जा इसके अंदर फंसी हुई है और फिर यह महासागरों को गर्म कर रही है यह बर्फ को पिघला रही है और बदले में यह एक प्राकृतिक प्रणाली और मानव प्रणालियों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम दे रही है और यह वह जगह है जहाँ हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं एक पक्षी और चंद्रमा की कहानी है उन्होंने कहा कि यह प्रकृति को समझने के लिए एक बहुत ही जटिल घटना है क्योंकि प्रत्येक चीज के साथ जुड़ी हुई है यह व्यक्तिगत नहीं है यह एक अलग पहलू नहीं है तो अब आप इन तितलियों को जानते हैं कि यह उत्तर से बढ़ रहा है तो शायद कुछ स्थितियां अब ठंडे क्षेत्रों में नहीं हैं अब और अधिक ठंडा नहीं है वे गर्म हो रहे हैं यदि आप कभी पुलिकट झील पर जाते हैं प्रजातियों की संख्या में कमी आई है जो कनाडा से पलायन कर रहे हैं और इसी तरह राजस्थान में प्रवासी पक्षी जो नीचे आ रहे हैं पक्षियों की संख्या नीचे आ रहा है क्योंकि जल संसाधन कम हो रहे हैं इस तरह से यह प्रभाव जानवरों और पक्षियों के आंदोलनों और वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न पर भी पड़ता है यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का सेवन नहीं कर रहा है तो उत्पादन के पहलू पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पहाड़ के प्राणी जैसे गिलहरी और सभी गर्मी से बचने के लिए चढ़ाई कर रहे हैं और जलवायु के विभिन्न हिस्सों ने प्राणियों को अलग तरह से प्रभावित किया है यह उसी तरह नहीं है 2 पक्षी प्रभावित होंगे वे जैविक प्रकृति के कारण एक अलग तरीके से प्रभावित करते हैं और यह उन रिश्तों को भी बदल सकता है जिन्हें आप जानते हैं इसलिए जब हम डार्विन के सिद्धांत और इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं जैसा कि जलवायु परिवर्तन होता है यहां तक कि एक विशेष प्रजाति का रंग भी बदलता है जैसे कि हम जिराफ के बारे में बात करते हैं जिराफ की लंबी गर्दन कैसे उभरी है जिसका अर्थ है कि ये सभी उस समय के जलवायु परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं और आज हम एक प्रजाति के रूप में जो देख रहे हैं वह मूल नहीं है और यह आपके द्वारा ज्ञात संघर्षों का कारण भी बन सकता है यह इस प्रकार है कि प्रणाली का एक बड़ा चक्र है यह भी देखना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि कई वैज्ञानिक इस बात की वकालत कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तविक है लेकिन कुछ तर्क दे रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं है यह साबित करें कि यह वास्तविक नहीं है लेकिन तब बात यह है कि आपके पास अलग अलग सबूत हैं एक समुद्र पिघल रहा है जंगल बहुत गर्म हो रहा है क्योंकि एक तरफ वनों की कटाई भी हो रही है क्योंकि वे या तो खेती की तकनीक में सुधार कर रहे थे या वे रियल एस्टेट उपक्रम या इसके भूमि उपयोग के लिए जा रहे हैं जंगल खत्म हो रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है जो शहरों को खत्म कर रहे हैं और इस तरह से आपके खिलाफ प्रवाल भित्तियों को भी नुकसान पहुँचा है क्योंकि विभिन्न औद्योगिक प्रदूषण जो पानी के भीतर जलीय प्रणाली प्रभावित हो रही है वैज्ञानिक समुदाय राजनेता एक बड़ा संस्थागत गठन है जो जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित है एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया में आने के बाद जब हम सूखे के बारे में कहते हैं कि यह आज नहीं सालों से हो रहा है और एक दिलचस्प भारतीय फिल्म दिल्ली सफारी है उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे जानवर जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं और कैसे वे वास्तव में अपने निवास स्थान की आवाज देना चाहते हैं और जानते हैं कि शहर के अतिक्रमणों से खुद को कैसे सुरक्षित रखें इसलिए यह सब बहुत दिलचस्प है आप क्या देख सकते हैं यह उद्घोषक और सभी अपराध जो वास्तव में वनों की कटाई कर रहे हैं वे पेड़ों को काट रहे हैं और फिर जानवर चिंतित थे और वे दिल्ली राजधानी में जाने लगे और वे किसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं इस तरह विभिन्न फिल्मों के माध्यम से ये कुछ चिंताएं हैं और लोग अब इस बारे में भी जागरूक हो रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा यह वास्तुकार या एक बिल्डर को कैसे प्रभावित करेगा क्योंकि महासागर बढ़ रहा है और इसका कुछ विनाशकारी प्रभाव होगा और अचल संपत्ति बाजार वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित करेगा इसलिए यह केवल मानव आवास को प्रभावित करने के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी प्रणाली आर्थिक प्रणाली भी प्रभावित होती है यह वह जगह है जहां अब हम 2 पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं शमन और अनुकूलन जब हम शमन के बारे में बात करते हैं तो यह मानव जीवन और संपत्ति में जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक जोखिमों और खतरों को स्थायी रूप से समाप्त करने या कम करने के लिए की गई कोई कार्रवाई है इसलिए आईपीसीसी जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है स्रोतों ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए मानवजनित हस्तक्षेप के रूप में शमन को परिभाषित करता है इसलिए कि अब हम विभिन्न रूपरेखाओं सम्मेलनों एजेंडों के बारे में बात कर रहे हैं हम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और एजेंडा 21 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए यूएनएफसीसीसी ढांचे के बारे में बात करते हैं इसलिए बहुत सारी रणनीतियां हैं जो वास्तव में वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं और जलवायु अनुकूलन यह एक प्रणाली की क्षमताओं को संदर्भित करता है ताकि जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम सीमाओं से लेकर मध्यम संभावित नुकसान सहित जलवायु परिवर्तन को समायोजित किया जा सके अवसरों का लाभ उठाया जा सके या परिणामों का सामना किया जा सके हमें अनुकूलन करने की आवश्यकता क्यों है अब क्या हम जलवायु परिवर्तन को अभी तक रोक सकते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रकृति का नियम है प्रकृति के नियम के अनुसार हर कोई पैदा होता है और हर कोई मरने के लिए बाध्य होता है प्रत्येक साधारण चीज जन्म लेगी और यह मर जाएगी लेकिन कुछ दर्शनों में यह पुनर्जन्म के बारे में भी बात करती है लेकिन एक अलग रूप में या एक अलग तरीके से इसलिए यदि आप नहीं मरते हैं तो यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है इसलिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह एक स्थायी विकास एजेंडा के नाम पर है या जो कुछ भी है हम उस जीवन को लम्बा खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी पृथ्वी को लंबे समय तक जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं यह थोड़ी देर के लिए है ताकि आप जिन परिस्थितियों को जानते हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए हम बदल सकें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के बारे में बात कर रहे हैं IPCC प्राकृतिक या मानव प्रणालियों में एक नए या बदलते परिवेश में समायोजन के बारे में बताता है और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन यह वास्तविक या अपेक्षित जलवायु उत्तेजनाओं या उनके प्रभावों के जवाब में प्राकृतिक मानव प्रणालियों में समायोजन को संदर्भित करता है जो लाभकारी अवसरों को नुकसान पहुंचाता है या उनका दोहन करता है तो प्रतिक्रियाशील निजी सार्वजनिक और स्वायत्त योजनाबद्ध अनुकूलन सहित विभिन्न प्रकार के अनुकूलन को प्रतिष्ठित किया जा सकता है तो यह एक प्रकार की जेनेरिक परिभाषा है जिसके बारे में आईपीसीसी बात करता है 1992 में रियो डी जनेरियो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आयोजित किया गया है और इसमें 3 स्थितियां हैं जो वातावरण में ग्रीनहाउस गैस स्थिरीकरण के लक्ष्य के लिए स्पष्ट की गई हैं जब हम 1980 के दशक में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं तो यह ज्यादातर वैज्ञानिक चिंताओं के रूप में था लेकिन जैसा कि हम 90 के दशक से चले गए यह सामाजिक और राजनीतिक सरोकार भी बढ़ गया है हम कानूनी रूप से थोड़ी अधिक चिंता कर रहे हैं इसलिए नंबर 1 की शर्त यह है कि यह एक समय सीमा के भीतर होना चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की अनुमति मिल सके यही आयाम समय है ताकि खाद्य उत्पादन को खतरा न हो अब आपको यह समझना होगा कि कुछ प्रजातियों को अब मैं नहीं जानता लेकिन पिछले 2 वर्षों में भी एमपी जैसे राज्य जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं उत्पादन पर्याप्त नहीं था और वे गेहूं प्राप्त कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसका मतलब है कि हम उत्पादन पर निर्भर हैं वहाँ एक आत्मनिर्भर उत्पादन नहीं है उस आर्थिक विकास को एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए तो सब कुछ एक आर्थिक पहलू है आर्थिक प्रबंधन को स्थायी रूप से आगे बढ़ना है प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे अपनाना चाहिए दूसरा यह कि खाद्य उत्पादन को जानना चाहिए इसीलिए डेनमार्क उन्होंने बीज बैंक के साथ शुरुआत की हम भारत में लद्दाख क्षेत्र में भी बीज बैंक को कैसे स्टोर कर सकते हैं इसलिए हम बीज की प्रजातियों को कैसे संग्रहीत कर सकते हैं ताकि संकट के समय में हम इसे कैसे पुन उत्पन्न कर सकें आज हम स्टेम सेल सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसी तरह बीज संरक्षण भी महत्वपूर्ण है अनुकूलन रणनीतियों जब हम यूएनएफसीसीसी दस्तावेज़ में अनुच्छेद 4 में सभी पक्षों के बारे में बात करते हैं अपनी प्रासंगिक सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण नीतियों और कार्यों में संभव सीमा तक जलवायु परिवर्तन के विचारों को ध्यान में रखें और उचित तरीके अपनाएं इसलिए दी गई राजनीतिक दशा के अनुसार सामाजिक अर्थशास्त्र के दायित्वों को देखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उन सभी प्रासंगिक तरीकों का आकलन करना चाहिए जो आपको पता है कि संभावनाएं कहां हैं अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य और परियोजनाओं के पर्यावरण की गुणवत्ता या उनके द्वारा किए गए उपायों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने या जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए प्रभाव का आकलन करें और ऐसा करें जहां सभी दलों को सभी के भीतर काम करना है उनकी क्षमताओं और व्यवहार्यता उन्हें कुछ उपाय करने होंगे अब मैं आपको ढाका का मामला दिखाऊंगा कि कैसे स्थानीय समुदायों ने इसपर काम करना शुरू कर दिया है छोटे छोटे समर्थन प्रणालियों के साथ जैसे वित्तीय सहायता प्रणाली कैसे उन्होंने समझदारी से लागू किया कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में बाढ़ के विभिन्न खतरों का सामना करना शुरू कर दिया इसलिए यह फिल्म सभी गरीब समुदायों के बारे में है क्योंकि गरीबी जलवायु परिवर्तन के पहलू में किसी भी आपदा के लिए एक अंतर्निहित कारक है अलग अलग समर्थन प्रणाली एक लैंड यूज़ प्लानिंग में कैसे एक योजनाकारों ने भी इसे महत्वपूर्ण निचले स्तर के दृष्टिकोण में से एक माना है और वे इसे कैसे देखते हैं वीडियो प्रारंभ समय 2437 शहर तेजी से राजनीतिक आर्थिक और पुनर्वितरण प्रतियोगिताओं के जटिल स्थल बनते जा रहे हैं समृद्ध जटिलता और विविधता एक महत्वपूर्ण चुनौती और साथ ही साथ रचनात्मकता को भी प्रस्तुत करती है ढाका 12 मिलियन से अधिक लोगों का शहर तेजी से वैश्वीकरण वाली अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे वाले गरीब इलाकों में शामिल है हर दिन लोग विभिन्न जलवायु कारणों से बेहतर जीवन और आजीविका की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं 63 से अधिक शहरों में रहने वाले 54 मिलियन शहरी गरीबों में से अकेले ढाका में रहते हैं सीमित आबादी के साथ उच्च घनत्व या सेवाओं तक पहुंच नहीं रहने की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं भविष्य का जलवायु परिवर्तन पैटर्न ढाका को बाढ़ और गर्मी द्वीप बनाने से प्रभावित कर सकता है जहां तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कुछ डिग्री अधिक हो सकता है 2543 से 2811 तक एफएल ग्रामीण संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के लिए पारंपरिक नकल रणनीतियों की खोज और अनपैकिंग पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है जिस तरह से शहरी गरीब जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति अपना रहे हैं वे शहरों में जलवायु परिवर्तन के लिए अनुसंधान कार्य अनुकूलन की शुरुआत इस तर्क के साथ की गई है कि इस बात की पड़ताल से महत्वपूर्ण सबक लिया जा सकता है कि शहरी गरीब कैसे बढ़ती भेद्यता की स्थितियों का सामना कर रहे हैं अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान शहरों में अनुकूलन योजना के लिए रणनीतियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है FL 2853 से 2954 तक अनुसंधान ने कई नकल रणनीतियों की पहचान की लोगों ने निर्मित पर्यावरण के भीतर भौतिक संशोधनों के साथ साथ पड़ोस के स्तर पर सुधार किया जलभराव के प्रभावों को कम करने के लिए उन्होंने प्लिंथ की ऊँचाई दरवाजे के मोर्चे पर बने अवरोधों को बढ़ा दिया फर्नीचर की ऊँचाई बढ़ा दी उच्च भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था की और जल निकासी को साफ करने के लिए सामुदायिक पहल की गर्मी को कम करने के लिए छत को लताओं से ढका गया कपड़े से बाहर छत या चंदवा बनाया गया सर्वेक्षण में लगभग आधे घर को बचत के माध्यम से उनकी भेद्यता को कम किया गया विविध व्यवसायों में एक से अधिक कमाई करने वाले परिवारों ने आपदा की किसी भी घटना के दौरान बेहतर काम किया सामाजिक नेटवर्क ने लोगों को आपदाओं के दौरान सहायता प्राप्त करने और रहने की स्थिति और आजीविका के अवसरों में सुधार करने में मदद की समय के साथ जमा की गई संपत्तियों में मजबूती बढ़ गई संचय का मतलब था घरेलू उत्पादों और भवन का अधिग्रहण करना और सामग्री के साथ साथ बच्चों की शिक्षा में निवेश मिलेगा शहर के स्तर में अनुकूलन योजना की भविष्य की चुनौतियों को विविधता और जटिलता के बीच रचनात्मक समझ और कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता है शहरी गरीबों के लिए किसी भी अनुकूलन उपाय को वर्तमान अनुभवों से अंतर को कम करने के लिए काम करना होगा 3128 से 3400 बजे तक FL शहरी गरीब जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खतरों के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि वे जलवायु परिवर्तनशीलता और गरीबी के दोहरे जोखिम का जवाब देते हैं हालाँकि उनके पास निश्चित स्तर पर अंतर्निहित तन्यकता भी होती है योजनागत पहलों के माध्यम से आपदाओं के जवाब में संचित ज्ञान को पहचानना और समर्थन करना गरीबों और हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक अनुकूल वातावरण बना सकता है वीडियो समाप्ति समय 3433 पश्चिमी अफ्रीका में उन्होंने एक पीढ़ी के बारे में भी बात की कि कैसे भूमि अधिक शुष्क हो जाती है और इसने फसल की खेती रोजगार स्वस्थ रहने की स्थिति को प्रभावित किया है कुछ स्थानीय तकनीकों में भी उन्होंने जल और मृदा संरक्षण विधियों के संरक्षण की दम्लोन तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है वे इस तरह के पत्थर या मिट्टी की सीमा बनाते हैं ताकि भर जाए और यह दूसरे पर चला जाए और इसी तरह जल संरक्षण के तरीके मिट्टी की रक्षा हो उन्होंने चीजों को रोपना शुरू कर दिया इस तरह आप देख सकते हैं कि साहेल क्षेत्र में 15 फसलों की समीक्षा की जा सकती है तो कैसे संरक्षण विधियों के माध्यम से इन प्रकार की फसलों का कुछ पुनरुद्धार किया गया है और जब हॉलैंड जैसे विकासशील देशों की बात आती है जो एक निचले इलाके में एक डेल्टा क्षेत्र है और उनके पास बाढ़ के दौरान उन्हें बचाने के लिए पत्थर की बाधाओं को जानने वाले एक प्रकार के अवरोध बनाने की रणनीति भी है लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इस गणना की निर्माण के प्रारंभिक चरण उन्होंने 10 साल में एक बार सोचा था हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन अब वे बहुत बार उपयोग कर रहे हैं यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उनकी गणना बहुत तेजी से गलत हो गई और प्रयास की राशि वे कम कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा क्षेत्र और विकसित देश होने के नाते विकासशील रणनीतियाँ हैं और निर्मित फॉर्म पर एक परिणाम चल रहा है नीदरलैंड्स में घर बाढ़ के बावजूद तैर सकते हैं लेकिन किसी को इस तरह के निवेश को देखना होगा वित्तीय निवेश इन घरों को बनाने में हो रहा है तकनीकी रूप से कला की प्रशंसनीय स्थिति है लेकिन कोई भी इस पर कैसे गौर कर सकता है क्या यह वास्तव में सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना है क्या यह सच है कि सामाजिक सशक्तिकरण पर निवेश करने के लिए इस तरह की महंगी तकनीक पर निवेश करना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए बेहतर विकल्प है इसलिए यह कुछ बुद्धिशीलता है जिसे कोई भी व्यक्ति स्वयं कर सकता है मुझे आशा है कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कृषि क्षेत्र के विभिन्न शहर जलवायु परिवर्तन और विकासशील देश और विकसित देश में कैसे काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वे अपने स्वयं के वित्तीय तंत्रों के साथ सिस्टम और सामाजिक राजधानियों के साथ इस जलवायु परिवर्तन का जवाब कैसे दे रहे हैं मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा